पिछली कक्षा में हम ट्रांसफार्मर पोलरिटी के बारे में चर्चा कर रहे थे आज हम अपनी चर्चा जारी रखेंगे तो हम देखते हैं ट्रांसफार्मर की पोलरिटी जिस पर हमने अंतिम कक्षा में चर्चा की थी हम चर्चा करते हैं कि ट्रांसफार्मर के लिए वोल्टेज की पोलरिटी और करंट की डायरेक्शन प्राप्त करना महत्वपूर्ण है अब वोल्टेज की पोलरिटी जो ट्रांसफार्मर के प्राइमरी और सेकेंडरी साइड पर है और करंट की डायरेक्शन जो फिर से प्राइमरी करंट और सेकेंडरी करंट है तो यदि करंट की डायरेक्शन की पोलरिटी बदल जाती है तो ट्रांसफॉर्मेशन रेश्यो n को n से बदल दिया जायेगा हम यह कैसे तय करेंगे कि यह n या n होगा हम इन 2 सरल नियमों का पालन करेंगे 1 यदि V1 और V2 दोनों डॉटेड टर्मिनलों पर पॉजिटिव या नेगेटिव हैं तो ट्रांसफार्मर वोल्टेज इक्वेशन में n का उपयोग करें अन्यथा n का उपयोग करें • यदि I1 और I2 दोनों डॉटेड टर्मिनलों में प्रवेश करते हैं या दोनों छोड़ रहे हैं तो ट्रांसफार्मर करंट इक्वेशन में n का उपयोग करें अन्यथा n का उपयोग करें तो इन 2 नियमों का उपयोग करके हम यह पता लगा सकते हैं कि 4 संभावित कॉम्बिनेशन हैं तो हमने पिछली कक्षा में चर्चा की कि ये चार कॉम्बिनेशन होंगे जब वोल्टेज पोलरिटी समान होती है यहाँ क्योंकि एक डॉटेड टर्मिनल के अंदर जा रहा है और दूसरा डॉटेड टर्मिनल से बाहर आ रहा है दूसरे मामले में ट्रांसफार्मर वोल्टेज की पोलरिटी समान है यही कारण है कि करंट की डायरेक्शन बदल गयी है यही कारण है कि यहां तीसरे डायग्राम में आप देखते हैं की वोल्टेज की पोलरिटी बदल गयी है यही कारण है कि करंट होगा क्योंकि एक डॉटेड टर्मिनल के अंदर जा रहा है और दूसरा डॉटेड टर्मिनल के बाहर आ रहा है जैसा कि इस डायग्राम में दिखाया गया है अब चौथे मामले में आप देखेंगे की वोल्टेज की पोलरिटी बदल गयी है तो इसीलिए यह बन जाएगा करंट भी बदल गया है क्योंकि एक यहाँ पर डॉटेड टर्मिनल के अंदर जा रहा है यह भी डॉटेड टर्मिनल के अंदर जा रहा है तो यह हमने पिछली कक्षा में चर्चा की थी अब हम ट्रांसफार्मर वोल्टेज और करंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन का उपयोग करके ट्रांसफार्मर के अन्य पहलुओं को देखते हैं हम अब वोल्टेज प्राइमरी साइट वोल्टेज को सेकेंडरी साइट वोल्टेज के संदर्भ में है और प्राइमरी करंट को सेकेंडरी करंट के संदर्भ में या इसके विपरीत लिख सकते हैं तो हम क्या कह सकते हैं हम कह सकते हैं अब ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग में काम्प्लेक्स पावर देखते हैं तो काम्प्लेक्स पावर क्या होगी काम्प्लेक्स पावर होगी तो आप कह सकते हैं कि प्राइमरी द्वारा दी जाने वाली काम्प्लेक्स पावर बिना किसी लोस्स Loss नुकसान के सेकेंडरी वाइंडिंग तक पहुंच गयी है है क्योंकि हमने ट्रांसफार्मर को लॉसलेस उपकरण और आइडियल माना है तो ट्रांसफार्मर कोई पावर अब्सॉर्ब नहीं करेगा अब यह किसी भी तरह से अपेक्षित है क्योंकि आइडियल ट्रांसफार्मर के मामले में आप ट्रांसफार्मर को लॉसलेस उपकरण के रूप में लेंगे अब इनपुट इम्पीडेन्स यदि आप उस इनपुट इम्पीडेन्स को देखते हैं यदि आप प्राइमरी साइड से देखते हैं अब सेकेंडरी साइड पर यदि आप लोड कनेक्ट करते हैं तो यदि आप सेकेंडरी साइड में लोड कनेक्ट करते हैं मान लीजिये तो उस स्थिति में क्या होगा आपका और उस स्थिति में आप कह सकते हैं तो मूल रूप से इनपुट इम्पीडेन्स को रिफ्लेक्टेड इम्पीडेन्स भी कहा जाता है क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है जैसे लोड इम्पीडेन्स प्राइमरी साइड पर रिफ्लेक्ट या रेफेर होता है कभी कभी आप साहित्य में इसे लोड साइड इम्पीडेन्स रिफ्लेक्टेड प्राइमरी साइड के रूप में लिखा हुआ देखेंगे और कहीं कहीं आप देखेंगे कि इसे लोड इम्पीडेन्स रेफेरड प्राइमरी साइड के रूप में लिखा जाता है तो दोनों सही हैं उस मामले में आप क्या करेंगे आप लोड इम्पीडेन्स को कन्वर्ट कर लेंगे जैसे कि यह प्राइमरी साइड से जुड़ा हुआ हो किसी दिए गए इम्पीडेन्स को दूसरे इम्पीडेन्स में बदलने के लिए ट्रांसफार्मर की यह क्षमता हमें इम्पीडेन्स मैचिंग के साधन प्रदान करेगी जो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर सुनिश्चित करेगी अब आइए हम उन अवधारणाओं को समझने के लिए आइडियल ट्रांसफार्मर से संबंधित कुछ उदाहरणों को लेते हैं जिनकी हमने अब तक चर्चा की है अब यदि एक आइडियल ट्रांसफार्मर को 2400120 V 96 kVA के रूप में रेट किया गया है और सेकेंडरी साइड में 50 टर्न्स हैं हमें टर्न्स रेश्यो प्राइमरी साइड पर टर्न्स के नंबर और प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग के लिए करंट रेटिंग निकालने की आवश्यकता है अब चूंकि का मतलब है कि हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के बारे में बात कर रहे हैं तो आप को टर्न्स रेश्यो मिलता है अब इसके आधार पर आप प्राइमरी साइड पर टर्न्स के नंबर का पता लगा सकते हैं क्योंकि and इसलिए टर्न्स अब हम केवीए रेटिंग जानते हैं तो जैसा कि ट्रांसफार्मर की रेटिंग है इसलिये करंट निम्न द्वारा दिया गया है अब मान लें कि आइडियल ट्रांसफार्मर में सर्किट होता है जैसा कि नीचे दिए गए चित्र में दिखाया गया है तो हमें सोर्स करंट और आउटपुट वोल्टेज सोर्स द्वारा दी जाने वाली काम्प्लेक्स पावर निकालने की आवश्यकता है तो इस मामले में आप देखेंगे कि 20 ओम लोड इम्पीडेन्स है तो उसे सरल बनाने के लिए जो कुछ हमें पहले करना है उस लोड इम्पीडेन्स को इस तरह बदलना होगा कि यह प्राइमरी साइड रिफ्लेक्ट हो तो हम इसे कैसे करेंगे मान लीजिए कि रिफ्लेक्टेड इम्पीडेन्स है जिसे आप लिख सकते हैं अब जब आप इसे प्राइमरी साइड रिफ्लेक्ट करते हैं तो सर्किट का टोटल इम्पीडेन्स बन जाएगा इसलिये चूंकि दोनों और डॉटेड टर्मिनल को छोड़ रहे हैं तो ऐसे आपको एंगल की अलग वैल्यू मिली है उससे जो हमने के मामले में देखा था जब n मौजूद था अब अगला कितनी काम्प्लेक्स पावर दी जा रही है तो सोर्स वोल्टेज जिसे हम जानते हैं करंट हमने निकाल लिया है तो काम्प्लेक्स पावर का पता लगाने के लिए का कोंजूगेट लेना होगा अब हम एक और विषय शुरू करते हैं जो 3 फेज सर्किट है तो अब तक हमने अपने पाठ्यक्रम में जो चर्चा की है वह मूल रूप से सिंगल फेज सर्किट से संबंधित था तो सिंगल फेज के मामले में पावर सिस्टम जिसमें हम एक जनरेटर से जुड़े होते हैं तारों की एक जोड़ी के माध्यम से या हम इसे ट्रांसमिशन लाइन कहते हैं और यह लाइन लोड से जुड़ी होती है तो इसका मतलब है यदि आप इस डायग्राम को देखते हैं तो यह एक सिंगल फेज एसी पावर सिस्टम है जहां आपके पास वोल्टेज सोर्स है जो लोड से जुड़ा है तारों की जोड़ी की मदद से तो हम उन्हें ट्रांसमिशन लाइन कहते हैं अब यहाँ सोर्स वोल्टेज की RMS वैल्यू है और फेज एंगल है और लोड इम्पीडेन्स है अब ऐसे सर्किट या सिस्टम हैं जिनमें एसी सोर्स एक ही फ्रीक्वेंसी पर काम करते हैं लेकिन अलग अलग फेज हो सकते हैं तो हम उन्हें पॉली फेज सर्किट कहते हैं तो यदि आप नीचे दिए गए डायग्राम को देखते हैं तो आप बाईं ओर देखेंगे कि दो वोल्टेज सोर्स हैं जो लोड से जुड़े हुए हैं तीन ट्रांसमिशन लाइन्स की मदद से और लोड और जुड़े हुए हैं तो यदि आप इन दो सोर्स को देखते हैं तो एक है और दूसरा है तो दोनों एक ही फ्रीक्वेंसी पर काम कर रहे हैं और वोल्टेज की RMS वैल्यू भी बराबर है लेकिन एंगल अलग है तो यह मूल रूप से हमारे 2 फेज 3 वायर सिस्टम है जहां हम फेज की दो मात्रा देखते हैं तो दो अलग अलग फेज इन सर्किट से जुड़े हैं और इस डायग्राम में जो दाईं ओर है आप देखेंगे कि 4 वायर हैं तो हम उन्हें एबीसी और एन कहते हैं तो इनको हम ए फेज बी फेज और सी फेज और फिर न्यूट्रल वायर कह सकते हैं अब ये 4 वायर तीन वोल्टेज सोर्स को 3 लोड से जोड़ रहे हैं तो लोड और हैं वोल्टेज सोर्स की फ्रीक्वेंसी बराबर है और RMS वोल्टेज बराबर है लेकिन फेज वैल्यू अलग अलग हैं तो इस मामले में आप देखेंगे कि फेज B में फेज वैल्यू 0 डिग्री है आपके पास फेज वैल्यू माइनस 120 डिग्री है और C में आपके पास फेज वैल्यू प्लस 120 डिग्री है और आप कह सकते हैं कि फेज वैल्यू माइनस 240 डिग्री है तो मूल रूप से यहां आप देखेंगे कि तीन सोर्स में तीन अलग अलग फेज वैल्यू हैं तो सर्किट के इस सेट को 3 फेज 4 वायर सिस्टम कहा जाता है क्योंकि हमारे पास 3 फेज आउटपुट हैं और लोड से कनेक्ट करने के लिए 4 ट्रांसमिशन लाइन्स की आवश्यकता होती है इन मामलों में आप देखेंगे कि सोर्स एक से अधिक हैं और लोड से जोड़ने के लिए वायर्स की संख्या भी दो से अधिक है अब सिंगल फेज सिस्टम से अलग 2 फेज सिस्टम जिसे हमने पिछली स्लाइड में बाईं ओर देखा था जनरेटर द्वारा उत्पन्न होती है जिसमें दो कॉइल एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं जनरेटर में कॉइल की व्यवस्था की जाएगी कि वे 90 डिग्री फेज के अंतर में हों वे एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी जिससे एक कॉइल द्वारा उत्पन्न वोल्टेज दूसरे से 90 डिग्री से लैग Lag पीछे करे उसी तरह से 3 फेज सिस्टम के मामले में जनरेटर में 3 कॉइल होंगे तो आप कह सकते हैं कि तीन अलग अलग सोर्स एक ही बराबर एम्पलीटूड और फ्रीक्वेंसी वाले हैं लेकिन वे 120 डिग्री फेज के अंतर पर होंगे अब चूंकि 3 फेज सिस्टम सबसे अधिक प्रचलित है और सबसे किफायती पॉली फ़ेज़ सिस्टम है तो यही कारण है कि आप सामान्य पावर सिस्टम नेटवर्क में देखेंगे अधिकांश समय पावर 3 फेज सिस्टम के माध्यम से दी जा रही है हमारी चर्चा में हम 3 फेज सिस्टम की ओर अधिक ध्यान केंद्रित करेंगे अब 3 फेज सिस्टम बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि सबसे पहले इलेक्ट्रिक पावर जो हमें हमारे घरों में या हमारे औद्योगिक प्रतिष्ठानों में मिलती है मुख्य रूप से 3 फेज पावर है घरों में आपके पास इस 3 फेज पावर का सिंगल फेज आउटपुट होगा लेकिन औद्योगिक प्रतिष्ठान में आप सीधे देखेंगे कि बड़े लोड को चलाने के लिए 3 फेज पावर सप्लाई दी जाती है और इन सभी का संचालन 50 डिग्री या 50 हर्ट्ज़ या 60 हर्ट्ज़ पर होता है अब 3 फेज सिस्टम में इंस्टेंटेनियस Instantaneous तात्कालिक पावर कांस्टेंट हो सकती है इसका मतलब है कि जब आप वोल्टेज को पावर देते हैं या जनरेटर से पावर उत्पन्न की जा रही है तो पावर पी की वैल्यू जो एवरेज पावर है वह हमेशा कांस्टेंट रहेगी यह विशेष प्रक्रिया बाद में हमारे पाठ्यक्रम में चर्चा में आएगी कि हम कैसे कह सकते हैं कि 3 फेज सिस्टम से उत्पन्न पावर कांस्टेंट है अब 3 फेज सिस्टम सिंगल फेज सिस्टम की तुलना में अधिक किफायती है क्योंकि 3 फेज सिस्टम के लिए आवश्यक वायर की मात्रा इक्विवैलेन्ट सिंगल फेज सिस्टम के लिए आवश्यक वायर की मात्रा से कम है आइए देखें कि हम 3 फेज बैलेंस्ड वोल्टेज को कैसे जनरेट करते हैं यदि आप जनरेटर के क्रॉस सेक्शन को देखते हैं तो आप 3 फेज पावर कैसे जनरेट करते हैं जनरेटर के स्टेटर साइड में वाइंडिंग के 3 सेट व्यवस्थित हैं मूल रूप से आपके पास कॉइल के 3 सेट होंगे जो 120 डिग्री दूर होते हैं और जब जनरेटर में घूमने वाला मैग्नेट कॉइल्स को काटेगा तो आपको इन कॉइल्स में इनडुइसड वोल्टेज मिलेगा आम तौर पर ये घूमने वाला मैग्नेट या तो परमानेंट मैग्नेट होते हैं या आप कॉइल्स को इस तरह से व्यवस्थित करते हैं कि आपको जनरेटर में घूमने वाला मैग्नेट मिलता है चूंकि ये सभी तीन वाइंडिंग 120 डिग्री दूर हैं आपको आउटपुट में 3 फेज पावर मिलेगी अब ये अलग अलग वाइंडिंग या कॉइल जिन्हें आप डायग्राम में a a' b b और c c के रूप में देखते हैं मूल रूप से हमने कॉइल्स को इस तरह से व्यवस्थित किया है कि यह एक विशेष फेज के लिए 1 सेट की व्यवस्था को पूरा करता है वे स्टेटर के आसपास व्यक्तिगत रूप से 120 डिग्री दूर हैं तो यदि आप ए और बी को देखते हैं तो एंगल में अंतर 120 डिग्री होगा इसी तरह बी और सी के बीच और ए और सी के बीच भी 120 डिग्री होगा तो आपकी वाइंडिंग अब 120 डिग्री से अलग हो रही है आइए हम पहले a a' को लेते हैं जो कॉइल के एक छोर पर है तो हम क्या देख सकते हैं हमारे पास वाइंडिंग है जैसा कि मैंने दिखाया कि हमने इस तरह से पाया है कि कॉइल अंदर जाती है और फिर बाहर निकलती है और अंदर जाती है और इसी तरह जारी रहता है तो आप कई टर्न्स नंबर को आधार बना सकते हैं वोल्टेज आउटपुट के लिए जो आप जनरेटर से चाहते हैं अब जब रोटर घूमता है जैसा कि हमने देखा कि जब आप रोटर को घुमाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड इन कॉइल से फ्लक्स को काटेगा और इन कॉइल में वोल्टेज को इनडुइस करेगा अब चूंकि कॉइल्स को 120 डिग्री दूर रखा गया है कॉइल में इनडुइस वोल्टेज भी मैगनीटुड में बराबर है लेकिन 120 डिग्री फेज के अंतर पर है तो जब आप उस क्षण को देखते हैं जब मैग्नेट एक कॉइल के फेज को काट रहा है तो यह a a' कॉइल है जिसे हम देखेंगे कि कॉइल A में वोल्टेज बन रहा है तो जब जब आप इस डायग्राम को देखते हैं यदि आप ए से शुरू करते हैं फिर यदि आप बी में जाते हैं तो इसका मतलब है कि 120 डिग्री के बाद कॉइल में वोल्टेज बनना शुरू कर देगा तो आप देखेंगे कि अब वोल्टेज कॉइल बी में बनना शुरू हो गया है इसी तरह एक और 120 डिग्री के बाद आप देखेंगे कि वोल्टेज अब कॉइल सी में बन रहा है तो अब ये सभी तीन फेज 120 डिग्री अलग हैं और जो आउटपुट आप प्रत्येक कॉइल में देखेंगे वह लगभग साइनसोइडल है CONTINUE अब चूंकि दोनों कॉइल को सिंगल फेज जनरेटर के रूप में अपने आप व्यवस्थित किया जा सकता है इसलिए 3 फेज जनरेटर सिंगल फेज और 3 फेज लोड दोनों को पावर सप्लाई कर सकता है तो यदि आप इस डायग्राम को देखते हैं तो ये 3 कॉइल इंडिपेंडेंट कॉइल हैं तो आप उन्हें 3 इंडिपेंडेंट सोर्स मान सकते हैं तो आप क्या कर सकते हैं आप उन्हें इस तरह से व्यवस्थित कर सकते हैं कि ऐसा लगता है कि तीन अलग अलग वोल्टेज सोर्स हैं तो यदि आप इस डायग्राम को देखते हैं तो जनरेटर की वाइंडिंग इस तरह से है कि यह स्टार कनेक्टेड है उस स्थिति में आप देखेंगे कि फेज A फेज B और फेज C को तीन इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स माना जा सकता है और यदि आपके पास जनरेटर से बाहर निकलने वाला न्यूट्रल है तो आप 3 फेज व्यवस्था में से तीन सिंगल फेज बना सकते हैं तो न्यूट्रल और A एक फेज बनाएंगे B और N फिर से एक और फेज बनाएंगे और C और N एक और फेज बनाएंगे तो अब आपके पास 3 फेज सिस्टम है जो आपको तीन इंडिपेंडेंट सिंगल फेज सिस्टम भी देगा तो यह आम तौर पर दिखाई देता है यदि आपके पास 3 फेज 3 फेज और 4 वायर सिस्टम हैं अब यदि आपके पास 3 फेज 3 वायर सिस्टम है तो आप सोर्स को इस तरह से व्यवस्थित करेंगे कि यह एक डेल्टा कनेक्टेड व्यवस्था की तरह लग रहा है अब हम स्टार कनेक्टेड पर विचार करें जो अभी के लिए Y कनेक्टेड वोल्टेज है तो यहां हमारे पास और के रूप में फेज वोल्टेज है तो ये क्रमशः लाइन ए बी सी और न्यूट्रल के बीच के वोल्टेज हैं तो हमने देखा है कि और कुछ नहीं बल्कि जो भी a और n लाइन के बीच है b और n के बीच है और c और n के बीच है तो अब इन वोल्टेज को फेज वोल्टेज कहा जाता है क्योंकि आपने उन्हें न्यूट्रल के संबंध में लिया है तो यदि वोल्टेज सोर्स में एम्पलीटूड और फ्रीक्वेंसी बराबर और एक दूसरे के साथ 120 डिग्री फेज के अंतर पर होते हैं तो वोल्टेज को बैलेंस्ड कहा जाता है तो बैलेंस्ड वोल्टेज आउटपुट के लिए क्राइटेरिया यह है कि वोल्टेज एम्पलीटूड बराबर होना चाहिए फ्रीक्वेंसी बराबर होनी चाहिए और सभी एक दूसरे से 120 डिग्री फेज के अंतर पर होने चाहिए तो यदि आप इस डायग्राम को देखते हैं तो हमारे सभी वोल्टेज एक दूसरे से 120 डिग्री के अंतर पर हैं तो अब जब आप इस व्यवस्था को देखते हैं तो आप बस यह कह सकते हैं तो यदि आप कहीं पर वोल्टेज लेते हैं तो यदि आप इस जगह पर देखते हैं तो आप देखेंगे कि वोल्टेज का टोटल जोड़ 0 होगा तो आप किसी भी जगह पर देख सकते हैं कि आपको इसकी वैल्यू मिलेगी और यह फिर से एक बैलेंस्ड सिस्टम का क्राइटेरिया है यह फेजर रूप में है लेकिन मैगनीटुड रूप में चूंकि हमारे पास बराबर एम्पलीटूड है अब हम कह सकते हैं बैलेंस्ड फेज वोल्टेज मैगनीटुड में बराबर हैं लेकिन फेज में एक दूसरे के साथ 120 डिग्री के अंतर पर हैं तो अब चूंकि वोल्टेज फेज में 120 डिग्री के अंतर पर हैं इसलिए इन फेज की व्यवस्था के लिए दो संभावित कॉम्बिनेशन हैं तो एक इस तरह की व्यवस्था इस स्लाइड में दिखाई गई है जहाँ से 120 डिग्री आगे है और फिर से से 120 डिग्री आगे चल रहा है तो आप लिख सकते हैं तो यहां फेज वोल्टेज की प्रभावी या आरएमएस वैल्यू है अब यहां पावर सिस्टम में आरएमएस वैल्यू का उपयोग आम परंपरा है तो इस मॉड्यूल में भी हम वोल्टेज और करंट की आरएमएस वैल्यू पर विचार करेंगे या अन्यथा चर्चा में बताए जाएंगे तो हम यहां क्या प्राप्त करते हैं हमें एबीसी सीक्वेंस या फेज व्यवस्था के पॉजिटिव सीक्वेंस मिलते हैं तो यहाँ अगर आप देखते हैं को एयर गैप फ्लक्स के रोटेशन की डायरेक्शन में व्यवस्थित किया जाता है इस प्रकार यदि आप मूल रूप से देखते हैं तो रोटर और स्टेटर एक फ्लक्स बनाएंगे जो इन फेज के रोटेशन का कारण होगा तो आप देखेंगे कि इस तरह से व्यवस्थित किया जाएगा कि यह काउंटर क्लॉक वाइज है तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि व्यवस्था को फेज व्यवस्था का abc सीक्वेंस कहा जाता है या आप इसे फेज का पॉजिटिव सीक्वेंस व्यवस्था कह सकते हैं तो यहां हमने देखा कि लीडस् जो से लीड करता है इस सीक्वेंस में तब उत्पन्न होता है जब रोटर हमने अभी देखा है कि यह काउंटर क्लॉक वाइज घूम रहा है जैसा कि हमने डायग्राम से देखा है अब इस फेज सीक्वेंस को उस क्रम के रूप में भी माना जा सकता है जिसमें फेज वोल्टेज समय के साथ अपनी पीक वैल्यू पर पहुंच जाता है तो अगर व्यवस्था abc की तरह है तो पहले देखेंगे कि ए अपने पीक वैल्यू तक पहुंच जाएगा फिर बी अपने पीक वैल्यू पर पहुंच जाएगा और फिर सी इस फेज व्यवस्था में अपने पीक वैल्यू तक पहुंच जाएगा अब एक और फेज कॉम्बिनेशन है जहां लीडस् जो से लीड करता है तो इस मामले में आप क्या लिख सकते हैं आप लिख सकते हैं तो यहाँ अब सीक्वेंस acb सीक्वेंस है जिसे आप आम तौर पर एक नेगेटिव सीक्वेंस कहते हैं तो इस मामले में लीडस् और लीडस् 120 डिग्री से अब इसलिए सीक्वेंस उत्पन्न होता है जब रोटर को घुमाया जाता है रोटर को क्लॉक वाइज डायरेक्शन में घुमाया जाता है तो अब यहाँ यदि आप गणना करते हैं तो फेज सीक्वेंस उस क्रम से निर्धारित होता है जिसमें फेजर फेज डायग्राम में निश्चित बिंदु से गुजरता है एबीसी को एक पॉजिटिव सीक्वेंस माना जाता है और एसीबी को नेगेटिव फेज सीक्वेंस के रूप में माना जाता है इस प्रकार हम यहाँ पर आज की चर्चा समाप्त करते हैं और अगले सत्र में भी इस 3 फेज नेटवर्क से संबंधित चर्चा को जारी रखेंगे धन्यवाद